नमस्कार इस कोर्स माइक्रोवेव इंटीग्रेटेड सर्किट्स के एक अन्य मॉड्यूल में आपका स्वागत है पिछले मॉड्यूल में हमने 1 और 2 पोर्ट माइक्रोवेव डिवाइसेस के बारे में चर्चा की थी इस मॉड्यूल में हम उसी तर्ज पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे और हम 3 पोर्ट डिवाइस के बारे में चर्चा करेंगे इसलिए जब हमने 1 और 2 पोर्ट नेटवर्क के लिए S पैरामीटर्स की शर्तों को प्राप्त किया है तो हम 3 पोर्ट डिवाइस के लिए एक ही काम करने की कोशिश करते हैं इसलिए 3 पोर्ट डिवाइस में यदि सभी पोर्ट्स का मेचड़ किया जाता है तो हमारा S पैरामीटर मैट्रिक्स कुछ इस तरह दिखता है अब इसके अलावा आपने देखा कि सभी पोर्ट के लिए यह शर्त है फिर अगर यह रेसिप्रोकाल है तो हमारे पास S12 S21 के बराबर है S13 S31 के बराबर है और S23 S32 के बराबर है यह रेसप्रॉसिटी के लिए शर्त है इसके अतिरिक्त यदि यह lostless भी है तो हमें और इस तरह से यह इस स्थिति से आता है जिसे हमने पहले शुरू किया था यह पूरी चीज 0 के बराबर होगी अब एक्वेशन्स के इन 2 सेटों के साथ समस्या यह सेट जो मैंने पहले प्राप्त किया था जो मैंने पहले कहा था और यह एक और सेट था इसलिए ये सभी पोर्ट मेचड़ किए गए थे ये रेसप्रॉसिटी के लिए थे और यह लॉसलेसस्नेस की स्थिति थी एक्वेशन के इन सभी सेटों के साथ समस्या यह है कि इसका कोई समाधान नहीं है यह एक समस्या है इसलिए इन एक्वेशन्स का कोई हल नहीं होता है इसलिए हम सभी 3 नहीं हो सकते हैं जो मैचिंग रेसप्रॉसिटी लॉसलेसस्नेस है सभी एक साथ प्राप्त नहीं कर सकते हैं तो फिर समाधान क्या है समाधान यह है कि अगर हम इनमें से कुछ क्राइटेरिया पर ढील देते हैं तो फिर भी यह संभव है इसलिए जब हम सभी पोर्ट पर मेचड़ नहीं कर सकते हैं तो हम एक पोर्ट पर मेचड़ कर सकते हैं 1 से अधिक नहीं और इसके साथ ही हमें लॉसलेसस्नेस और रेसप्रॉसिटी भी हो सकती है इसलिए अगर मैं इस तरह की एक छोटी सी तालिका बनाता हूं और मान लें कि मैं लॉसलेस और रेसिप्रोकाल चाहता हूं और अन्य गुण जो वांछनीय है उसका मेचड़ किया जाता है फिर एक डिवाइस जो लॉसलेस और रेसिप्रोकाल दोनों है ऐसे 3 पोर्ट डिवाइस को टी कहा जाता है डिवाइस जो लॉसलेस और मेचड़ करती है उसे एक सर्क्युलेटर कहा जाता है और एक डिवाइस जो रेसिप्रोकाल और मेचड़ करती है उसे पावर डिविडेंड कहा जाता है इसलिए इस चर्चा से यह एक है मैं इसे पावर डिविडेंड लिखता हूं इसलिए हम बाद में इस पर बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे लेकिन अगर हम एक बार यहां वापस जा सकते हैं तो केवल टी नामक इस टी डिवाइस को देखें केवल यह डिवाइस सभी पोर्ट पर मेचड़ प्रदान नहीं करता है हालांकि इसे एक पोर्ट पर मेचड़ किया जा सकता है तो अब हम इन सभी डिवाइसेस पर एक एक करके चर्चा करते हैं पहला डिवाइस जिसकी मैं चर्चा करना चाहूंगा वह है टी टी सामान्य 2 प्रकार के थे एक वह है जिसे ई प्लेन टी कहा जाता है अब ई प्लेन टी एक एकल कंडक्टर वेवगाइड है जिसका आकार इस तरह दिया गया है इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फ़ील्ड्स के लिए अंगूठे का नियम है की वे हमेशा उन सतहों के बीच मौजूद होते हैं जो एक दूसरे के सबसे करीब होते हैं इसलिए एक ई प्लेन टी के लिए क्योंकि ये 2 सतहें एक दूसरे के सबसे करीब हैं वे ई प्लेन टी विद्युतीय फ़ील्ड इन 2 सतहों के बीच होंगे मैग्नेटिक फील्ड हालांकि इन इलेक्ट्रिक फ़ील्ड्स के लिए संकेंद्रित हैं तो इस टी के समकक्ष है इसलिए इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के लिए उदाहरण के लिए मैग्नेटिक फील्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की तरह घुमाएंगे अब यह एक ई प्लेन टी है एक प्रकार की कम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर जहां आकार समान है लेकिन चौड़ाई अलग अलग है जिसे एच प्लेन टी कहा जाता है एच प्लेन टी में फिर से समान सिद्धांत का पालन किया जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स उन सतहों के बीच होती हैं जो एक दूसरे के सबसे करीब होती हैं और मैग्नेटिक फील्ड रेखाएं इस तरह होंगी जो इलेक्ट्रिक फ़ील्ड्स के लिए संकेंद्रित होती हैं तो इस संरचना को एच प्लेन टी के रूप में जाना जाता है अब S पैरामीटर मैट्रिक्स हम एक डेरिवेशन द्वारा दिखा सकते हैं लेकिन मैं बस यह बता सकता हूं कि ई प्लेन टी के लिए यदि हम इस आंकड़े पर वापस जाते हैं तो फेज के बीच का अंतर जैसे कि यह पोर्ट 1 है यह पोर्ट है यह है पोर्ट 2 यह पोर्ट 1 है और यह पोर्ट 3 है तो किसी भी सिग्नल के बीच की फेज का अंतर जैसे कि मान ले पोर्ट 2 पर पावर दी गई है तो फिर पोर्ट 1 और पोर्ट 3 पर बाहर निकलने वाले सिग्नल्स की फेज का अंतर पाई फेज का परिवर्तन होगा जबकि एक एच प्लेन टी के लिए अगर हमारे पास पोर्ट 2 में प्रवेश करने की पावर है तो पोर्ट 1 और पोर्ट 3 के बीच कोई फेज शिफ्ट नहीं होगा यह एक एच प्लेन टी के लिए पोर्ट 3 है और यह पोर्ट 1 है यदि आपके पास पोर्ट 2 में प्रवेश करने की पावर है तो पोर्ट 1 और पोर्ट 3 के बीच से निकलने वाली पावर के बीच कोई फेज शिफ्ट नहीं होगा इसलिए इस ज्ञान के साथ हम कर सकते हैं मैं बस ई प्लेन टी के S पैरामीटर मैट्रिक्स को बता सकता हूं

इसे इस तरह दिया जाता है तो यह एक ई प्लेन टी के लिए S पैरामीटर मैट्रिक्स है एक एच प्लेन टी के लिए मैट्रिक्स समान होगा सिवाय इसके कि ये नेगेटिव साइन यहां नहीं होंगे तो यह दर्शाता है कि यहां कोई फेज शिफ्ट नहीं है जैसे कि यह S 23 है और यह S21 है एक नेगेटिव साइन की उपस्थिति से पता चलता है कि पोर्ट 2 में प्रवेश करने वाले पावर के लिए पोर्ट 1 और 3 के बीच फेज में बदलाव 180 ° है एक एच प्लेन टी के लिए बिल्कुल वैसा ही होगा सिवाय इन नेगेटिव साइन के अगली कक्षा के लिए जो मैंने 3 पोर्ट डिवाइस बताई वह सर्कुलेटर्स थीं तो एक टी के लिए हमने देखा कि यह एक रेसिप्रोकाल और लॉसलेस डिवाइस सर्कुलेटर्स थी यह एक लॉसलेस और मेचड़ है लेकिन रेसिप्रोकाल नहीं है इसलिए टी लॉसलेस और रेसिप्रोकाल था लेकिन सभी पोर्ट पर मेल नहीं खाता था एक सर्कुलेटर्स मेचड़ और लॉसलेस है लेकिन रेसिप्रोकाल नहीं है इसलिए यह पहली गैर रेसिप्रोकाल डिवाइस है जिसे हम देख रहे हैं और कुछ विशेष सामग्रियां हैं जिनके पास यह गुण है जो कि पैसिव मटेरियल हैं लेकिन जब वेव एक ही सामग्री के माध्यम से अलग अलग दिशाओं में जाती है तो उसकी वजह से अलग अलग ध्रुवीकरण होता है इस वजह से कि जब वेव एक दिशा में यात्रा करती है तो हम एक अलग पावर ट्रांसमिशन प्राप्त करते हैं जबकि वेव दूसरी दिशा में यात्रा करने पर होने वाले बिजली ट्रांसमिशन की तुलना में

इसलिए एक सर्कुलेटर्स के लिए मान लीजिए जब मैंने कहा कि सभी पोर्ट का मेचड़ किया जाता है तो मैं इस तरह S पैरामीटर मैट्रिक्स को लिखने में सक्षम हो सकता हूं अब चूंकि यह लॉसलेस है इसलिए इसे एकात्मक स्थिति को संतुष्ट करना चाहिए और इस एक्वेशन से हमें निम्नलिखित एक्वेशन मिलते हैं अब सर्कुलेटर्स के विभिन्न भुजाओ के कुछ उपयुक्त स्केलिंग के साथ जो भुजाओ को स्केल करने से होता है और हम विभिन्न पोर्ट पर फेज संबंधों को बदल सकते हैं अंत में इस कंडक्टर के लिए मुझे जो S पैरामीटर मैट्रिक्स मिलता है वह इस प्रकार हैसर्कुलेटर्स का प्रतीक इस तरह है यह पोर्ट 3 है यह पोर्ट 1 है यह पोर्ट 2 है जिसे हम उपयोग करते हैं और और तीर उस दिशा को दिखाने के लिए जिसमें पावर ट्रांसमिशन की अनुमति है इसलिए इस मामले में पावर भी इस Sपैरामीटर मैट्रिक्स से देखी जाती है हम देखते हैं कि S21 बराबर 1 के बराबर है लेकिन S21 0 के बराबर है इसका मतलब है कि पावर पोर्ट 1 से पोर्ट 2 में ट्रांसफर हो सकती है लेकिन पोर्ट 2 से पोर्ट 1 तक नहीं है और हम यह भी देखते हैं कि S32 1 के बराबर है लेकिन S23 0 के बराबर है फिर इसका मतलब यह है कि पावर ट्रांसफर पोर्ट 2 से पोर्ट 3 हो सकता है लेकिन वापस नहीं और फिर से S13 1 के बराबर है लेकिन S31 0 के बराबर है जिसका मतलब है कि पावर पोर्ट 3 से पोर्ट 1 में ट्रांसफर हो सकता है लेकिन रिवर्स दिशा में नहीं अब एक कंडक्टर के कुछ अनुप्रयोग क्या हैं कंडक्टर भले ही यह एक बहुत ही नावेल डिवाइस प्रतीत हो सकता है यह वास्तव में काफी व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है क्योंकि कभी कभी यह नहीं है कि ये नोनरेसिप्रोकाल डिवाइस हमेशा अवांछनीय होते हैं इन डिवाइसेस के कुछ बहुत विशिष्ट उपयोग हैं आइए हम कुछ उपयोगों को देखते हैं एक है अगर आप कहते हैं कि यह आपका सर्कुलेटर्स है और आप पोर्ट 3 पोर्ट 2 कहने के लिए एक नेगेटिव रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं अब नेगेटिव रेजिस्टेंस हमेशा इनपुट का कारण बनेगा यदि कहने के लिए यह मेरा B3 जो इस नेगेटिव रेजिस्टेंस में प्रवेश कर रहा है तो A3 वह वेव होगी जो पोर्ट 3 पर अंतरित होगी लेकिन लोड से रेफ्लेक्टेड होगी इस वेव का परिमाण वास्तव में B3 के परिमाण से अधिक होगी क्योंकि गामा एल परिमाण 1 से अधिक होगा इसलिए हमने यह देखा कि निष्क्रिय डिवाइसेस के लिए गामा L का परिमाण हमेशा 1 से कम होता है इसका मतलब यह है कि रेजिस्टेंस नेगेटिव है रेफ्लेक्टेड कोएफ़िशिएंट का परिमाण 1 से अधिक होगा तो इस तरह के सेटअप के साथ पोर्ट 1 में प्रवेश करने वाले किसी भी संकेत को केवल पोर्ट 3 पास करने की अनुमति दी जाएगी जिस बिंदु पर यह प्रवर्धित हो जाएगा और पोर्ट 2 पर वापस आ जाएगा और पोर्ट 2 से पोर्ट 1 तक किसी भी ट्रांसमिशन को अनुमति नहीं है तो यह एक एम्पलीफायर की तरह काम करेगा फिर एक अन्य उपयोग हो सकता है मान लें कि मैं अपने मेचड़ किए गए लोड को एक बार फिर पोर्ट 3 पर अपने सर्कुलेटर्स से जोड़ता हूं और इसलिए जो हो रहा है वह यह है कि पावर पोर्ट 1 से पोर्ट 2 तक और रेफ्लेक्टेड भाग में पावर संकेत जो पोर्ट 2 से रेफ्लेक्टेड होगी उसे केवल पोर्ट 3 को ट्रांसमीट करने की अनुमति दी जाएगी जहां वह मेचड़ लोड पर अवशोषित हो जाती है तो क्योंकि यहाँ A3 रेफ्लेक्टेड वेव 0 होगी और केवल B3 होगा इसलिए कोई भी संकेत पोर्ट 3 तक पहुँचता है एक बार जब यह Z0 का सामना करता है तो यह नहीं होगा उस B3 का कोई भी घटक वापस रेफ्लेक्टेड नहीं होगा इसलिए हमारे यहां गामा एल 0 के बराबर है क्योंकि A3 0 है और इसलिए पावर केवल पोर्ट 1 से पोर्ट 2 में ट्रांसफर होगी पोर्ट 2 पर होने वाला कोई भी रिफ्लेक्शन पोर्ट 1 पर कभी वापस नहीं आएगा तो यह एक आइसोलेटर की तरह है आइसोलेटर के लिए प्रतीक इस तरह है यह एक ठोस तीर है और कंडक्टर का एक अन्य उपयोग एक साझा एंटीना के रूप में जाना जाता है तो एक साझा एंटीना आप संचार में जानते हैं कि हमें एक ही एंटीना का उपयोग करना पड़ता है जो अक्सर ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों के लिए एक ही एंटीना का उपयोग करते हैं लेकिन फिर ऐसा करने के लिए हमें ट्रांसमीटर और रिसीवर के लिए अलग अलग टाइमस्लॉट आवंटित करना होगा यह अक्सर एक समस्या बन जाती है क्योंकि इस तरह के आवंटन के लिए अच्छे स्विच की आवश्यकता होती है और ट्रांसमीटर और रिसीवर के संकेतों के बीच कोई लीकेज भी नहीं होना चाहिए इसलिए वहां पर सर्कुलेटर्स काम आता है क्योंकि अगर यह हमारा एंटीना है और मान लीजिए कि यह मार्ग है जिसके साथ सिग्नल ट्रांसमीट करने की अनुमति है और एंटीना द्वारा प्राप्त किसी भी सिग्नल को केवल इस पथ के साथ प्रसारित किया जाएगा कि एंटीना द्वारा प्राप्त किया जाएगा और मान लें कि रिसीवर अच्छी तरह से मेचड़ है तो प्राप्त सिग्नल का कोई भी घटक ट्रांसमीटर को वापस ट्रांसमीट नहीं किया जाएगा दूसरी ओर ट्रांसमीटर जो भी सिग्नल भेजता है वह प्रथम एंटीना तक पहुंच जाएगा और अगर एंटीना अच्छी तरह से मेल खाता है तो यह किसी भी रेफ्लेक्टेड वेव की अनुमति नहीं देगा यह किसी भी रिफ्लेक्शन को वापस नहीं आने देगा इसलिए प्रेषित सिग्नल का कोई घटक रिसीवर द्वारा वापस प्राप्त नहीं किया जाएगा तो यह एक डुप्लेक्सेर इम्प्लीमेंटेशन है और अंत में अगला 3 पोर्ट डिवाइसों की तीसरी श्रेणी है जिसका मैंने उल्लेख किया जो रेसिप्रोकल है और सभी पोर्ट पर मेल खाता है लेकिन लॉसलेस नहीं है उस तरह के डिवाइस को पावर डिवीडर कहा जाता है तो यह रेसिप्रोकालमेचड़ है लेकिन लॉसलेस नहीं है अब पावर डिवीडर एक प्रसिद्ध सर्किट है सरल रेसिस्टिव नेटवर्क पावर डिवीज़न प्रदान कर सकता है तो आइए हम एक साधारण रेसिस्टिव पावर डिवीडर देखते हैं कहो Z0 सभी 3 पोर्ट पर करक्टेरिस्टिक्स इम्पीडेन्स है और कहते हैं कि हमारे पास 3 रेजिस्टेंस Z0 पर 3 Z0 पर 3 और Z0 पर 3 है अब आप यह वेरफाइ कर सकते हैं कि अगर मैं इन हॉट में से प्रत्येक के लिए एक लोड Z0 कनेक्ट करता हूं तो मैं इसको पोर्ट 2 कहता हूं यह पोर्ट 3 है और यह पोर्ट 1 है मान लीजिए कि मैं पोर्ट 2 और 3 पर इम्पीडेन्स Z0 कनेक्ट करता हूं और फिर मैं इनपुट इम्पीडेन्स Z in का पता लगाने की कोशिश करता हूं तो Z in Z0 के बराबर होगा और यह सच होगा अन्य सभी पोर्ट के लिए तो इस तरह के इम्प्लीमेंटेशन का एक सामान्य लक्ष्य पावर डिवीज़न है और यह बहुत सरल है लेकिन इस इम्प्लीमेंटेशन के साथ समस्या यह है कि यदि हम अपनी स्लाइड पर वापस जाते हैं तो कोई भी संकेत के पोर्ट 1 से अंदर जाने पर पोर्ट 2 और 3 के बीच समान रूप से डिवाइडेड होगा या इन रेजिस्टेंस को उपयुक्त रूप से समायोजित करके हम पोर्ट 2 और 3 के बीच डिवीज़न अनुपात रख सकते हैं लेकिन पोर्ट 3 में प्रवेश करने वाले सिग्नल में पोर्ट 1 पर दिखाई देने वाले घटक के अलावा पोर्ट 2 पर दिखने वाला एक घटक भी होगा अनुप्रयोगों में क्या होता है इन पोर्ट को अलग करने के लिए वांछनीय है 2 और 3 जो कि केवल पावर डिवीज़न है केवल तभी संभव है जब सिग्नल पोर्ट 1 में प्रवेश करता है लेकिन जब सिग्नल पोर्ट 3 में प्रवेश करता है तो इसका कोई भी घटक पोर्ट 2 या इसके विपरीत दिखाई नहीं देगा तो ऐसा एक इम्प्लीमेंटेशन विल्किंसन पावर डिवीडर के रूप में जाना जाने वाला एक सर्किट का उपयोग कर रहा है तो इस विल्किंसन पावर डिविडेंड के लिए सर्किट इस तरह है सर्किट इस तरह है और पोर्ट 1 में प्रवेश करने वाली किसी भी पावर को पोर्ट 2 और पोर्ट 3 के बीच समान रूप से विभाजित किया जाएगा लेकिन पोर्ट 2 में प्रवेश करने वाली पावर का कोई भी घटक पोर्ट 3 पर दिखाई नहीं देगा अब आप वेरफाइ कर सकते हैं कि इनपुट इम्पीडेन्स सभी पोर्ट के लिए के लिए Zin Z0 है इस स्लाइड में जुड़े तरीकों को दिखाया गया है इस विश्लेषण के तरीकों को इस व्याख्यान से जुड़ी स्लाइड्स में दिखाया गया है विल्किंसन पावर डिविडेंड के एस पैरामीटर मैट्रिक्स को इस एक्वेशन द्वारा दिया जा सकता है यदि हम कृपया अपनी स्लाइड्स पर वापस जा सकते हैं तो एस पैरामीटर मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स द्वारा दिया गया है हम देखते हैं कि यह एक रेसिप्रोकाल डिवाइस है क्योंकि यह सिमेट्रिक है इसका मेचड़ भी किया जाता है क्योंकि डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं और ट्रांसमिशन लाइन के इन क्वार्टर वेवलेंथ टुकड़ों की उपस्थिति के कारण इस J को पेश किया जाता है अब हर बार इन क्वार्टर वेवलेंथ जैसा कि हम जानते हैं कि क्वार्टर वेवलेंथ ट्रांसमिशन लाइन का कुल इलेक्ट्रिकल एंगल पाई बाई 2 है यही कारण है कि हम कहते हैं कि S21 वास्तव में J पर 2 के वर्गमूल के बराबर है इसका मतलब है कि किसी भी समय पावर प्रवेश करती है संकेत पोर्ट 1 तक पहुंचता है जब तक यह पोर्ट 2 तक पहुंचता है यह फेज को पाई पर 2 द्वारा स्थानांतरित किया जाता है और सिग्नल जो पोर्ट 3 पर दिखाई दे रहा है के लिए भी यही स्थिति है S j20 1 1 1 0 0 1 0 0 S2 j2 S23S320 बेशक हम एक चीज देखते हैं कि S23 S32 के बराबर है 0 के बराबर है जिसका मतलब है कि पोर्ट 2 और 3 आइसोलेटेड हैं बेशक हम एक चीज देखते हैं कि S23 S32 के बराबर है 0 के बराबर है जिसका मतलब है कि पोर्ट 2 और 3 आइसोलेटेड हैं दूसरा वह डिवाइस जिस पर हमने चर्चा की थी वह नॉन रेसिप्रोकाल लॉसलेस थी और सभी पोर्ट पर मेल खाती थी उस डिवाइस को सर्क्युलेटर कहा जाता था तीसरी डिवाइस का हमने अध्ययन किया था वह रेसिप्रोकाल था सभी पोर्ट पर मेल खाता था लेकिन लॉसलेस नहीं था और उस डिवाइस को हम पावर डिविडेंड के रूप में कहते हैं अगले व्याख्यान में हम 4 पोर्ट माइक्रोवेव डिवाइसेस का अध्ययन करेंगे और 4 पोर्ट माइक्रोवेव डिवाइस कॉपलेर के सामान्य शब्द से जाने जाते हैं